लिमिटस् फिटस् और टोलरेंस में तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है अब तक हमने देखा है कि कैसे टोलरेंस की गणना की जाती है फिर अलाउंस की गणना कैसे की जाती है यह पता लगाने के लिए कि फिट क्या है और फिर बाद में हम यह भी जानेंगे कि फिट क्या है और हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा फिट क्या उपलब्ध है होल बेस सिस्टम और शाफ्ट बेस सिस्टम ये विषय हैं जिन्हें हमने आच्छादित किया है अब हम फिटस् में कुछ और आच्छादित करने की कोशिश करेंगे और अंत में हम लिमिटस् और फिटस् की प्रणाली देखेंगे लिमिटिंग गेज और टेलर सिद्धांत इसलिए कल के व्याख्यान को जारी रखने के बाद अगली समस्या हम 1 या 2 एक और समस्या करने का प्रयास करेंगे इसलिए हमारे पास और अधिक स्पष्टता है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कैसे एक क्लीयरेंस फिट है एक क्लीयरेंस फिट क्या है जहां होल का आकार शाफ्ट से बड़ा होता है इसलिए शाफ्ट अंदर खिसक सकता है क्लीयरेंस फिट को एक शाफ्ट और एक बेयरिंग असेंबली के लिए प्रदान किया जाना है जिसका 40 का व्यास है तो बेसिक साइज का व्यास 40 है होल और शाफ्ट पर टोलरेंस क्रमशः 0006 और 0004 मिलीमीटर है टोलरेंस को यूनिलैटरली फैलाया जाता है यदि 0002 का अलाउंस प्रदान किया जाता है तो होल और शाफ्ट के लिए आकार की सीमाएं ढूंढें जब होल बेस सिस्टम और b एक शाफ्ट बेस सिस्टम होगा हम LLH का उपयोग कर रहे हैं जो कि होल की लोअर लिमिट के अलावा कुछ नहीं है लेकिन आप HSL के रूप में एक शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं यह शाफ्ट की हायर लिमिट है तो यह H होल शाफ्ट की लोअर लिमिट और हायर लिमिट के लिए है इसलिए इन परिवर्णी शब्द को हम समस्या निवारण में उपयोग करेंगे इसलिए हम समस्या को हल करते हैं तो आप एक होल बेस सिस्टम लेंगे एक होल बेस सिस्टम के लिए होल का आकार HLH 40006 होने वाला है इसलिए होल का लोअर लेवल 40000 होने वाला है ये सभी मिलीमीटर में हैं ठीक है तो अब अलाउंस प्रदान किया जाता है समस्या में क्या अलाउंस प्रदान किया गया है वह 0002 है तो प्रदान किया गया अलाउंस 0002 मिलीमीटर के बराबर है ठीक है तो इसलिए HLS LLH माइनस अलाउंस के बराबर है इसलिए हमने जो फार्मूला में देखा था अलाउंस बराबर यह माइनस यह है यह हमने देखा था ठीक है इसलिए जब आप इसे वापस प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको 40000 माइनस 0002 मिलीमीटर मिलेगा इसलिए यह कुछ भी नहीं 39998 मिलीमीटर है ठीक है इसलिए अब हम LHS को लेने की कोशिश करेंगे जो कि HLS माइनस अलाउंस जोकि 38898 माइनस 0004 के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए हमें जो मिल रहा है वह 39994 मिलीमीटर है ठीक है तो यह होल बेस सिस्टम के लिए है • होल बेस्ड सिस्टम • होल साइज HLH 40006 mm LLH लोअर लिमिट ऑफ होल LLH 40000 mm HLS हायर लिमिट ऑफ़ शाफ्ट अलाउंस प्रोवाइडेड 0002 mm इसलिए HLS LLH अलाउंस 40000 - 0002 39998 mm LHS HLS - अलाउंस 39998 0004 34994 mm तो आइए हम शाफ्ट बेस्ड सिस्टम के लिए हल करने का प्रयास करें तो शाफ्ट बेस सिस्टम के लिए HLS 40000 मिलीमीटर के अलावा और कुछ नहीं है तो LLS 40000 माइनस 0004 मिलीमीटर के अलावा और कुछ नहीं है जो 39996 मिलीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है यहां प्रदान किया गया अलाउंस प्लस 0002 मिलीमीटर होने जा रहा है तो इसलिए LLH HLS प्लस अलाउंस के बराबर है जो कि 40000 प्लस 0002 मिलीमीटर के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए यह 40002 मिलीमीटर है इसलिए यदि आप इसे एक चित्रात्मक रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो यह हो सकता है यह होल है यह एक शाफ्ट है तो यहाँ यह 39994 है और यहाँ यह 004 है यह जीरो लाइन है और यह अंतर 002 मिलीमीटर और यहाँ 39998 होने जा रहा है और यहाँ यह 40006 होने जा रहा है तो यह अंतर 40 होने जा रहा है और यह 0006 होने जा रहा है और यह 39998 होने जा रहा है ठीक है यह एक होल बेस सिस्टम है आइए हम शाफ्ट बेस्ड सिस्टम के लिए समान ड्रा करें यह आपकी जीरो लाइन है और जीरो लाइन यहां आपका होल है और यहां आपका शाफ्ट है ठीक है तो अब यह 40000 होने जा रहा है इसलिए यहाँ यह 40002 होने जा रहा है और यह 40008 होने जा रहा है इसलिए अंतर 0006 होने वाला है ठीक है इसलिए और यहाँ शाफ्ट बेस सिस्टम में यह 39996 मिलीमीटर और यह 0004 मिलीमीटर होने जा रहा है ठीक है तो अंत में अगर आप क्लोजर लगाना चाहते हैं तो H आप 1 नहीं भर रहे हैं तो HLH 40002 से अधिक 0006 के बराबर है जो कि 40008 मिलीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए इसे हल करना महत्वपूर्ण है और बाकी को यहां से लिया गया है • शाफ्ट बेस सिस्टम HLS 40000 mm LLS 40000 0004 39996 mm अलाउंस प्रोवाइडेड 0002 mm इसलिए LLH HLS अलाउंस 40000 0002 40002 mm HLH 40002 0006 40008 mm इसलिए इन 2 3 समस्याओं को काफी हद तक हल करने से आपको अब होल बेस सिस्टम के लिए एक शाफ्ट बेस सिस्टम और फिर अलाउंस टोलरेंस के लिए मैक्सिमम मेटीरियल कंडीशन और मिनिमम मैटेरियल कंडीशन का भी एहसास होना चाहिए हमें फिट्स का भी पता लगाना होगा तो ये संभावनाएं हैं जो आप इस डोमेन में अपनी परीक्षा में एक समस्या की उम्मीद कर सकते हैं तो हमें लिमिटस् और फिटस् पर चलती प्रणाली को बनाए रखने दें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तेजी से बढ़ता होना लिमिटस् और फिटस् पर एक औपचारिक प्रणाली के विकास की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता को उत्पन्न करता है इसलिए आज हम एक देश से दूसरे देश में जाने वाले भागों और उत्पादों की सब असेंबलीज के बारे में बात कर रहे हैं और असेंबली किसी अन्य देश में होती है तो अगर ऐसा है तो स्टैंडर्ड स्थापित करना होगा इसलिए अब स्टैंडर्डस् को हम देखते हैं हम कहे कि 0002 0006 का होल यह 0002 0006 0004 कैसे है यह उस प्रक्रिया के आधार पर तय किया जाता है जो इसे उत्पन्न करने में शामिल है ठीक है इसलिए अब जो हो रहा है हमें अब एक स्टैंडर्ड निर्धारित करना होगा ताकि टोलरेंस को देखते हुए हमें समझने में सक्षम होना चाहिए ठीक है क्या प्रक्रिया है जो शामिल है और एक देश में स्टैंडर्ड क्या है दूसरे देश में भी यही स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि निर्मित भाग सीधे असेंबली में मिल सकें उन्हें एक बार फिर से निर्देश की आवश्यकता नहीं हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लिमिटस् और फिटस् की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रणाली को निर्दिष्ट करता है भारतीय स्टैंडर्डस् ISO के अनुसार हैं लिमिटस् और फिटस् की ISO प्रणाली में निर्माता की एक्यूरेसी के स्तर को इंगित करने के लिए फंडामेंटल टोलरेंस के 18 ग्रेड शामिल हैं ISO प्रणाली IT से टोलरेंस पैदा करती है IT टोलरेंस इंटरनेशनल टोलरेंस 001 0 से 1 और 1 से 16 की आवश्यक एक्यूरेसी का एहसास करने के लिए है इसलिए 0004 लिखने के बजाय 0002 हो सकता है कि यह या वह तंग हो तो अब इसे एक ग्रेड द्वारा बदल दिया जाता है जो ग्रेड IT0 योग 1 है या यह IT xx हो सकता है इसलिए लोग IT xx मूल्य को देखेंगे और फिर समझेंगे कि यह उनके लिए टोलरेंस है इसलिए हम आवश्यक एक्यूरेसी का एहसास करने के लिए गलती से बच सकते हैं IT 5 से IT 16 ग्रेड के अनुरूप टोलरेंस मूल्य एक स्टैंडर्ड टोलरेंस यूनिट I माइक्रोमीटर में है जो बेसिक साइज का एक फ़ंक्शन है का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है तो वे जो कहते हैं कि i एक अनुभवजन्य सूत्र 0453 D का क्यूब रूट प्लस 0001 D माइक्रोन में है i 0453 micron माइक्रोन जहाँ D mm में भाग का व्यास है लीनियर फैक्टर 0001D तो जबकि D मिलीमीटर में भाग का व्यास है मिलीमीटर में सही है लीनियर फैक्टर कुछ भी नहीं है लेकिन 0001 D एक लीनियर फैक्टर है जो कि रैखिक भाग का मुकाबला करता है यह एक लीनियर फैक्टर है जो काउंटर कार्य करता है प्रभाव अशुद्धि को मापता है यह इस पर ध्यान देता है तो IT 5 से 16 ग्रेड के लिए टोलरेंस ग्रेड वैल्यूज को इस सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है तो आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेड क्या है D किसी विशेष व्यास के लोअर और अपर व्यास का ज्योमैट्रिक मीन है जिसके भीतर दिए गए या चुने गए D गिरते हैं और सूत्र द्वारा D मैक्स गुना D मिन के रूट का उपयोग करके गणना की जाती है व्यास के लिए निर्दिष्ट विभिन्न चरण ऐसे हैं 1 से 3 3 से 6 10 से 6 से 10 10 से 18 तक हैं और यह 800 से इस तक चलता है तो हम एक रूट लेने के लिए अधिकतम न्यूनतम लेने का प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर इस b के लिए वापस जा सकते हैं और D में उपयोग कर सकते हैं I को प्राप्त करने के लिए इसलिए टोलरेंस का एक उत्पाद के आकार के साथ एक पैराबोलिक संबंध है तो यह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है और ये D मैक्स और मिन ये D हैं जो चरण में दिए गए हैं वह टोलरेंस जिसके भीतर एक पार्ट निर्मित किया जा सकता है आकार में वृद्धि होने के साथ साथ वह भी बढ़ता है कृपया समझें कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं टोलरेंस T बढ़ता है या आकार में वृद्धि के सीधे अनुपात में होता है जब और जब आकार बढ़ता है तो टोलरेंस भी बढ़ जाती है IT01 IT0 और IT 1 के अनुरूप स्टैंडर्ड टोलरेंस की गणना सूत्रों का उपयोग करके की जाती है IT 01 003 गुना प्लस 0008D के अलावा और कुछ नहीं है तो ये सूत्र हैं जो हैंडबुक में उपलब्ध हैं इसलिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम इस IT के लिए दी गई टोलरेंस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यदि आप होल बेस सिस्टम और शाफ्ट बेस सिस्टम के लिए बेसिक डेविएशन के 28 वर्गों को परिभाषित करने वाली ISO प्रणाली को देखते हैं तो यह एक होल के लिए है और यह एक शाफ्ट के लिए है यह एक शाफ्ट के लिए है जो कुछ भी वहां नीचे शाफ्ट के लिए है और यह एक होल के लिए है तो यहाँ जीरो लाइन है इसलिए यह बेसिक लाइन जीरो लाइन है और यहाँ आप फंडामेंटल डेविएशन देख सकते हैं तो यहाँ होल और शाफ्ट के डेविएशन जो कि बड़े अक्षर A B C से Z तक C I L O Q और W के अपवाद के साथ द्वारा चिह्नित हैं एक छोटा अक्षर a b c से z तक c i l o q के अपवाद के साथ हैं ये वर्णमाला के अलग अलग तरीके हैं तो अब क्या होता है जब आपको एक क्लीयरेंस फिट या एक इंटरफेरेंस फिट या एक ट्रांजिशन फिट का चयन करना होता है तो फिर क्या होता है हम शाफ्ट को चुनने की कोशिश करते हैं कि अक्षर क्या है और इसके अनुरूप हमने चुना कि यह एक शाफ्ट है यह एक शाफ्ट है जिसे हम चुनते हैं और इसके आधार पर हम क्लीयरेंस फिट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो यह ट्रांजिशन के लिए है और यह माना जाता है कि आप E लेते हैं और आप कहते हैं कि E S इसलिए यह एक इंटरफेरेंस फिट है ठीक है तो यह हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ISO सिस्टम होल और शाफ्ट बेस सिस्टम के लिए बेसिक डेविएशन के 28 वर्ग को परिभाषित करता है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं हम यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि होल के लिए क्या टोलरेंस होनी चाहिए वह क्या है और शाफ्ट के लिए आवश्यक फिट क्या है ES और EI के मूल्य होल के लिए e s और e i के मूल्य शाफ्ट के लिए हैं क्रमशः फंडामेंटल टोलरेंस को जोड़कर और घटाकर निर्धारित किया जा सकता है तो जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि आप एक जीरो लाइन लेते हैं तो आप इसे लेने की कोशिश करते हैं यह आपका ES है और यह आपका EI है जो कि A से G तक के डेविएशन के लिए है और यदि आप इसे लेने की कोशिश करते हैं तो यह आपकी जीरो लाइन है ठीक है यह आपका ES है और यह आपका EI है यह K से Z तक के लिए डेविएशन के लिए है यह इस तरह होगा अगला यदि आप दूसरे के लिए चाहते हैं तो यह आपकी जीरो लाइन है यह आपका ES है और यह आपका EI है और यह A से G तक के लिए डेविएशन के लिए है यह शाफ्ट बेस सिस्टम के लिए है उसके बाद आपके पास आपकी जीरो लाइन होगी यह आपका EI है और यह आपका ES है यह K से Z तक के लिए डेविएशन के लिए है यह K के लिए छोटे k से z तक है यह एक शाफ्ट के लिए है तो यह एक होल के लिए है और यह एक शाफ्ट के लिए है इसलिए एक होल के लिए ES और EI के मूल्यों को A से G तक इस तरह व्यक्त किया जा सकता है तो यह आपका डेविएशन है यह आपका होल बेस्ड डेविएशनस् है ठीक है तो आइए हम 40 मिलीमीटर और 40 H8 के रूप में नामित एक होल जोड़ी के लिए जोकि ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार है 1 साधारण समस्या को सामान्य प्रकार के GO से NO GO गेज को डिज़ाइन करने के लिए हल करने का प्रयास करें H8 और d9 यह देखते हुए कि i बराबर 0453 D का क्यूब रूट प्लस 0001 D का है यह लीनियर फैक्टर है इसलिए कई विभाजन दिए गए हैं ताकि हम प्रत्येक उपखंड को हल करने का प्रयास करें और उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें तो मुझे पहले आकृति बनाने का प्रयास करने दें यह आपका जीरो लाइन मैक्सिमम होल साइज होने जा रहा है यह एक होल टॉलरेंस होने जा रहा है यह NOT GO गेज के लिए है हम GO गेज और NOT GO गेज को थोड़ा विस्तार से देखेंगे लेकिन अब के लिए आप इसे केवल टॉलरेंस का हिस्सा देखेंगे तो फिर आपके पास गेज टॉलरेंस होगा यह आपका बेसिक साइज है यह डेविएशन वेयर अलाउंस है यह आपका फंडामेंटल डेविएशन है और यह शाफ्ट साइज के मिनिमम के लिए है ठीक है यह शॉफ्ट टॉलरेंस है यह आपका गेज है यह आपका गेज टॉलरेंस है और यह है कि आपके पास NOT GO गेज है और यह आपकी फंडामेंटल डेविएशन है और यह और यह स्थान अगर मैं लेने की कोशिश करता हूं तो यह दोनों वेयर अलाउंस बनने वाले हैं यह मिनिमम होल साइज है और यह मिनिमम है इसलिए यह होल साइज है और यह होल का मिनिमम होगा तो यहाँ यह मिनिमम होल साइज होगा और यह मैक्सिमम शाफ्ट साइज होगा इसलिए यह मैक्सिमम शाफ्ट साइज होगा ठीक है इसलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसका यह सचित्र निरूपण है इसलिए हमने उन सभी चीजों को यहां रखा है तो अब अगला हम समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे तो पहले हम समाधान करें कि हमारे पास स्टैंडर्ड डायमीटर 40 मिलीमीटर के लिए एक कदम है और यह 40 मिलीमीटर 30 से 50 की रेंज में गिरता है ठीक क्या है इसलिए जब हमें D की गणना करनी है तो D मैक्स गुना D मिन का रूट के सूत्र से गणना की जा सकती है ठीक है तो यह लगभग 387298 मिलीमीटर के लगभग बराबर है फंडामेंटल टोलरेंस i का मूल्य जीरो फार्मूला के बराबर है जो 0453 क्यूब रूट D प्लस 0001 D दिया गया है इसलिए यह लगभग ऐसा है जो के 0453 क्यूब रूट D जो कि 387298 प्लस 0001 गुना 387298 है जो कि 1571 माइक्रोन के बराबर है ठीक है हमने i की गणना D से की है जो भी दिया है अब हम होल क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या H8 कहा है H8 फंडामेंटल टोलरेंस कुछ भी नहीं 25i है लेकिन वापस जाने के लिए 8 i है जो कि इस सूत्र में दी गई है तो यह 25 i है इसलिए यह 25 i है जो 25 गुना 1571 के बराबर है जो कि 39275 माइक्रोन के अलावा कुछ नहीं है या इसे 0038 मिलीमीटर के रूप में सेट किया जा सकता है ठीक है एक होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन 0 है ठीक है इसलिए होल लिमिटस् होने वाली हैं होल लिमिटस् हैं LLH होल के लिए लोअर लिमिट 40000 मिलीमीटर है और होल की हायर लिमिट 40000 प्लस 0039 मिलीमीटर होने जा रही है जो है कुछ नहीं लेकिन 40039 मिलीमीटर है ठीक है तोहोल टोलरेंस 0039 मिलीमीटर होने जा रहा है ठीक है

तो फंडामेंटल टोलरेंस 40 i है जो समस्या में भी दी गई है वैसे यह 40 i समस्या में भी दी गई है दायें 0062 62 63 हैं हम इसे 63 बना देंगे जो कि 63 के बहुत करीब है हम इसे बनाएँगे ठीक है तो अब शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशंस फंडामेंटल डेविएशंस को माइनस 16 D की पावर 044 के द्वारा दिया जाता है ठीक है तो यह शाफ्ट के e अपर डेविएशन से कहां से आ रहा है इसलिए यह e है इसलिए यह e है यह d है यह भी दिया गया है तो यह फंडामेंटल डेविएशन कुछ नहीं है लेकिन माइनस 16 गुना D जोकि 38729 की पावर 044 है ठीक है तो यह 38729 कहाँ 38729 से आया है यह 38729 यहाँ से आया है D मैक्स माइनस t इसलिए यह एक D है जो हमें मिलता है और हमने समस्या में प्रतिस्थापित किया है इसलिए माइनस यह तो यह लगभग माइनस 79956 मिलीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है इसलिए इसे माइक्रोन में होना चाहिए इसलिए अगर मैं मिलीमीटर में बदलना चाहता हूं तो यह माइनस 0 80 माइनस 0080 मिलीमीटर तक जा रहा है इसलिए शाफ्ट लिमिट्स निम्नानुसार हैं कि वे क्या हैं शाफ्ट कुछ भी नहीं है लेकिन 40000 माइनस 0080 है जो 3992 मिलीमीटर है तो शाफ्ट के लोअर लेवल के लिए 40000 माइनस 008 प्लस 0063 होने जा रहा है जो 39857 मिलीमीटर के बराबर है अब शाफ्ट टोलरेंस शाफ्ट टोलरेंस 3992 माइनस 39857 मिलीमीटर होने जा रही है जो लगभग 0063 मिलीमीटर है शाफ्ट क्वालिटी d9 के लिए फंडामेंटल टोलरेंस 40i है 40i 40×1971 6284 micron 0063 mm शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन द्वारा दिया जाता है फंडामेंटल डेविएशन 79956 micron 0080 mm इसलिए शाफ्ट लिमिट इस प्रकार है HLS 40000 - 0080 3992 mm LLS 40000 - 008 0063 39857 mm शाफ्ट टोलरेंस 3992 - 39857 0063 mm तो होल और शाफ्ट लिमिटस् 40 प्लस 0039 प्लस 000 और 40 माइनस 0080 और माइनस 0143 मिलीमीटर ठीक है यदि आप चाहते हैं कि इसे एक आकृति के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो आइए हम चित्र बनाते हैं तो यह इस प्रकार है आपके पास जीरो लाइन है यह आपकी जीरो लाइन है यह 40 मिलीमीटर है ठीक है फिर आपके पास एक होल होगा यह आपका होल है और यह आपका शाफ्ट है और यहां 008 यहां फंडामेंटल डेविएशन होगा ठीक है यहाँ यह होगा और यह अंतर 0063 है और यह अंतर 0039 हो रहा है इसलिए यहाँ मूल्य 40038 होने जा रहा है और यह 40 है जो हमने पहले ही बता दिया है और यहाँ यह 3992 होने जा रहा है और यहाँ यह होने जा रहा है 39857 मिलीमीटर ठीक है तो यह एक फंडामेंटल डेविएशन है यह कुछ भी नहीं है लेकिन होल की हायर लिमिट होल की लोअर लिमिट है यह शाफ्ट की हायर लिमिट है और यह शाफ्ट की लोअर लिमिट है ठीक है तो अब प्रश्न का अंतिम भाग यह होने वाला है कि वेयर एंड टियर क्या होना चाहिए जो कि 10 प्रतिशत दिया गया है ठीक है तो आइए हम कुछ शब्दावली को देखते हैं जो बेसिक साइज में टोलरेंस के लिए उपयोग की जाती हैं वह साइज है जिसके संबंध में साइज की सभी सीमाएं प्राप्त होती हैं तो 40 प्लस या माइनस वह 40 बेसिक साइज है बेसिक साइज या नॉमिनल साइज वही है जिसे उस आकार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके आधार पर डाइमेंशनल डेविएशन दिए गए हैं यह सामान्य रूप से दोनों घटकों के लिए समान है साइज की लिमिट्स क्या हैं एक विशिष्ट डायमेंशन के लिए स्वीकार्य मैक्सिमम और मिनिमम परमिसिबल साइज दो लिमिटस् हैं ऑपरेटर के इन लिमिटस् के भीतर मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटस् के भीतर निर्माण करने की उम्मीद है साइज की मैक्सिमम लिमिट साइज की दो लिमिटस् से अधिक है जबकि न्यूनतम सीमा आकार दोनों में से छोटा है टोलरेंस क्या है टोलरेंस डायमेंशन के साइज में कुल परमीसिबल वेरिएशन है उदाहरण के लिए 40 प्लस या माइनस 02 हम कहते हैं कि हम जानते हैं कि क्या है तो साइज की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटस् के बीच का अंतर और कुछ नहीं बल्कि टोलरेंस है तो साइज की लिमिट मैक्सिमम और मिनिमम के भीतर उन्हें करना पड़ता है टोलरेंस मैक्सिमम मटेरियल और मिनिमम मटेरियल के बीच का अंतर है अलाउंस अगली महत्वपूर्ण चीज है यह होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की हायर लिमिट के बीच जानबूझकर दिया गया अंतर है और अलाउंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है अलाउंस यह एक सूत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है उपयोग किया जाता है फिर हम ग्रेड के बारे में बात करते हैं यह टोलरेंस परिमाण IT 6 का एक संकेत है इसलिए यह 6 है जो परिमाण के बारे में वार्ताएं करता हैं जितनी कम ग्रेड टोलरेंस उतनी ही फाइन उदाहरण के लिए यदि हम IT 1 के बारे में बात करते हैं तो हम इसे IT 16 के साथ तुलना करते हैं IT 1 की टोलरेंस तंग होगी या एक कम टोलरेंस होगी डेविएशन यह साइज और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच का बीज गणितीय अंतर है यह पॉजिटिव हो सकता है यह नेगेटिव हो सकता है या यह 0 हो सकता है तो ये डेविएशंस A B C और D हैं जो हमने एक होल बेस सिस्टम और एक शाफ्ट बेस सिस्टम के लिए देखा था अपर डेविएशन यह साइज की मैक्सिमम लिमिट और इसी बेसिक साइज के बीच बीज गणितीय अंतर है जो ES के रूप में एक होल के लिए और es के रूप में एक शाफ्ट के लिए निर्दिष्ट है ठीक है जब हम अपर के बारे में बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक लोअर लिमिट भी होनी चाहिए इसलिए वे बदले में EI के रूप में बात करी जाती है या होल के लिए मिनिमम लिमिटस् और शाफ्ट के लिए ei ये डेविएशंस हैं तो कृपया डेविएशन को समझने की कोशिश करें यह एक साइज के बीच बीज गणितीय अंतर है और यह इसी बेसिक साइज का डेविएशन है तो अपर लोअर एक्चुअल डेविएशन यह एक्चुअल साइज और इसी के बेसिक साइज के बीच का बीजीय अंतर है फिर हम फंडामेंटल डेविएशन के बारे में बात करते हैं यह एक घटक के साइज और इसके बेसिक साइज के बीच का न्यूनतम अंतर है को फंडामेंटल डेविएशन कहा जाता है यह एक शाफ्ट के लिए अपर डेविएशन के समान है और एक होल के लिए लोअर डेविएशन है इसलिए यह परिभाषा भी बहुत जरूरी है जीरो लाइन को जीरो डेविएशन की रेखा के रूप में जाना जाता है कन्वेंशन एक जीरो लाइन को क्षैतिज रूप से ऊपर प्रस्तुत किए गए पॉजिटिव डेविएशन और नीचे दिए गए नेगेटिव डेविएशन के साथ खींचना है एक शाफ्ट और एक होल ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी आकार की सभी बाहरी और आंतरिक विशेषताओं को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और जरूरी नहीं कि सिलैंडरिकल हो ठीक है तो ये कुछ शब्दावली हैं जिन्हें हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं फिट्स यह एक ऐसा संबंध है जो 2 मेटिंग पार्ट्स के बीच मौजूद होता है एक होल और एक शाफ्ट क्लीयरेंस फिट ट्रांजिशन फिट इंटरफेरेंस फिट मैक्सिमम मैटेरियल कंडीशन यह एक बाहरी विशेषता की मैक्सिमम लिमिट है उदाहरण के लिए एक हाय लिमिट पर मापा गया शाफ्ट धातु की अधिकतम मात्रा को शामिल कर रहा होगा लिस्ट मेटल कंडीशन एक बाहरी विशेषता की मिनिमम लिमिट है उदाहरण के लिए एक शाफ्ट में न्यूनतम मात्रा में सामग्री होगी जब इसके निर्माण की लोअर लिमिट होती है टॉलरेंस जोन टॉलरेंस जोन जो कि कंपाउंड के साइज की दो लिमिटस् से बंधा है टॉलरेंस जोन के रूप में कहा जाता है यह बेसिक साइज के लिए टॉलरेंस के संबंध को संदर्भित करता है तो फिर यह इंटरनेशनल टोलरेंस ग्रेड है टोलरेंस ग्रेड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने वाले विनिर्माण की एक्यूरेसी की डिग्री का संकेत दिया जाता है ताकि इसे एक स्थान से उत्पादित किया जा सके और इसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके तब टोलरेंस क्लास इसे अक्षर द्वारा नामित किया जाता है जो फंडामेंटल डेविएशन का प्रतिनिधित्व करता है और उसके बाद संख्या यह स्टैंडर्ड टोलरेंस ग्रेड होता है उदाहरण के लिए यह टोलरेंस ग्रेड में IT है जिसमें अक्षर IT छोड़ा जाता है और क्लास को H8 f 6 के रूप में दर्शाया जाता है जिसे आप देख सकते हैं जब टोलरेंस ग्रेड टॉलरेंस क्लास बनाने के लिए एक फंडामेंटल डेविएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर के साथ जुड़ा होता है तो IT अक्षर छोड़ दिए जाते हैं और हम सीधे H8 और f 7 लिखते हैं तो यहाँ यह IT 7 है यह इंटरनेशनल टोलरेंस ग्रेड टॉलरेंस क्लास H8 f 6 है फिर टोलरेंस सिंबल होने जा रहा है एक मेटिंग कंपोनेंट के लिए विशिष्ट टोलरेंस और फिटस् हैं उदाहरण के लिए यह इस तरह निरूपित किया जाएगा कि यह एक बेसिक साइज है यह होल डेविएशन है यह एक शाफ्ट डेविएशन है 40 बेसिक साइज को इंगित करता है H एक होल के फंडामेंटल डेविएशन को इंगित करता है और f एक शाफ्ट के फंडामेंटल डेविएशन को इंगित करता है यह 8 और 7 वह है जिसे हम क्लास में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी गणना उस सूत्र द्वारा की जा सकती है जिसका उपयोग हमने इसे हल करने में किया था चर्चा का अंतिम विषय लिमिटिंग गेज होने वाला है लिमिट गेज घटक को परमीसिबल लिमिटस् के भीतर रहने को सुनिश्चित करता है लेकिन वे एक्चुअल साइज या डायमेंशन का निर्धारण नहीं करते हैं उदाहरण के लिए मैं एक गेज रखने की कोशिश करता हूं जो केवल जांचता है कि डायमेंशन है या नहीं ठीक है इसलिए गेज स्केल रहित निरीक्षण उपकरण हैं तो यहाँ यह केवल हाँ ना है जिसका उपयोग किसी भाग के अनुरूपता और उनके भाग की सतह के सापेक्ष पदों के साथ लिमिट तक जाँच करने के लिए किया जाता है गेज को मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट की पुष्टि करने वाले दो साइजेस के अनुरूप एक घटक के डायमेंशन की जांच करने की आवश्यकता होती है इसलिए जो भी हम मैक्सिमम मैटेरियल मैक्सिमम कंडीशन मिनिमम कंडीशन कहते हैं कि क्या घटक उसके भीतर गिरता है और क्या यह ठीक है या नहीं हम एक्चुअल साइज को नहीं मापते हैं लिमिट गेज दो प्रकार के गेज होते हैं जिन्हें वे GO गेज या NO GO गेज या NOT GO गेज कहा जाता है इसलिए यदि आप एक होल लेने की कोशिश करते हैं तो यह एक होल है यह होल की टोलरेंस है यह मैक्सिमम मैटेरियल लिमिट है यह होल की टोलरेंस है यह एक GO गेज है यह NO GO गेज है और यह लोअर मटेरियल लिमिट है तो यह होल गेजिंग के लिए एक मेटल लिमिट्स के लिए है तो हमारे पास एक शाफ्ट के लिए भी ऐसा ही हो सकता है तो यहाँ NOT GO गेज यह GO गेज होगा शाफ्ट पर टोलरेंस होगा ठीक है यह आपकी मैक्सिमम मेटीरियल लिमिट है और यह आपकी लोअर मटेरियल लिमिट है यह शाफ्ट गेजिंग के लिए एक मेटल लिमिट्स के लिए है धन्यवाद